सभी को नमस्कार अब हम इस कोर्स के पांचवे हफ्ते पर हैं इस हफ्ते हम नंबर सिस्टम और अर्थ मैट्रिक बिल्डिंग ब्लॉकस के बारे में सीखेंगे आज की क्लास में हम कुछ अवधारणाओं याने की कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जैसे कि बेसिक नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के कुछ मूलतत्वों को याने की फंडामेंटल्स ऑफ नंबर सिस्टम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन रूपांतरण डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन और इसी के साथ हम फिक्स्ड प्वाइंट और फ्लोटिंग प्वाइंट का रिप्रेजेंटेशन भी पड़ेंगे आगे बढ़ने से पहले चौथे हफ्ते में जो हमने पढ़ा था उसका एक संक्षेप रीकैप recap लेते हैं तो पिछले हफ्ते हमने लॉजिक सर्किट के बारे में सिखा उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण लॉजिक सर्किट जैसे कि मल्टीप्लैक्सर जो कई इनपुट्स को स्टीयर कर आउटपुट के तरफ पहुंचाता है जो आधारित है कुछ कंट्रोल इनपुट्स पर फिर हमने डीमल्टीप्लैक्सर के बारे में पढ़ा जो मल्टीप्लैक्सर का रिवर्स काम करता है अगर काफी सारे आउटपुट है और कंट्रोल इनपुट के आधार पर एक इनपुट को स्टीयर करना हो तो सिलेक्शन इनपुट के आधार पर डाटा इनपुट को स्टीयर कर आउटपुट पर प्राप्त की जा सकती है यही हमने देखा की डीमल्टीप्लैक्सर इस प्रकार काम करता है हमने यह भी देखा की डीमल्टीप्लैक्सर सर्किट और डिकोडर सर्किट एक समान है तो डिकोडर एक विशेष संयोजन कॉम्बिनेशन या इनपुट बिट पैटर्न को डिकोड करता है जब वह इनपुट पर मौजूद हो डिकोडर सारे मिनटर्मस का उत्पन्न जेनरेट generate करते हैं और यह मिनटर्मस को साथ में जोड़ कर OR गेट के माध्यम से अलग अलग तरीके का आउटपुट का उत्पादन कर सकते है तो जब भी हम विभिन्न मल्टीपल multiple आउटपुट के उत्पादन जेनरेशन generation की बात करेंगे तब डिकोडर OR गेट की जोड़ी विभिन्न मल्टीपल multiple OR गेट जो उचित एप्रोप्रियेट appropriate मिनटर्मस लेती है डिकोडर आउटपुट में से उपयोगी रहेगा जैसे डिकोडर काम करता है उसके एकदम उल्टे रिवरस reverse तरीके से एनकोडर काम करता है जिसमें इनपुट सिग्नल को कुछ नंबर ऑफ बिट्स पर एनकोड किया जाता है और प्रायोरिटी एनकोडर में यदि काफी सारे इनपुट साथ में मौजूद हो तो उनके दिए हुए प्राथमिकताप्रायोरिटी priority के आधार पर किसी एक इनपुट को एनकोड किया जाता है आउटपुट पर हमने पेरिटी जनरेशन देखा और Ex OR गेट के माध्यम से उसका चेकिंग भी देखा और उससे हमें यह पता चला की यह एरर करेक्शन में उपयोगी है कि नहीं ट्रांसमिशन में एक बिट का एरर या फिर बिट पेटर्न में एरर का पहचानना डिटेक्शन detection नंबर सिस्टम पर चर्चा शुरू करते हैं सबसे पहले हम ओडोमीटर का उदाहरण लेंगे जो हम सब ने देखा है जो गाड़ी चलाते हैं या फिर हमने देखा है कि कैसे गाड़ी में मीटर दूरी डिस्टेंस distance का ध्यान रखते हैं और डिस्टेंस की बढ़ोतरी इंक्रीमेंट increment दिखाता है अंको नंबरस numbers के माध्यम से आपने देखा कि यदि एक यूनिट दूरी डिस्टेंस distanceचलते हैं मान लो 1 किलोमीटर दूरी चलते हैं तो अंक नंबर number एक यूनिट से बढ़ता है और फिर अगला यूनिट और वैसे ही यूनिट बढ़ता रहता है यह सब चीजें डेसिमल सिस्टम में हो तो यह 0 से लेकर 9 तक बढ़ता जाएगा और यही चीज हमने देखा है यदि हम डेसिमल सिस्टम में देखें जिस तरीके से अंको डिजिटस digits को प्रस्तुत प्रेजेंट present किया है तो वह है 0 1 2 3 और इसी तरीके से 9 तक और 9 के बाद यूनिटस प्लेस में 0 आता है और 10's प्लेस में 1 आ जाता है इसी तरीके से डेसिमल ओडोमीटर काम करता है यदि हम यह मानकर चलते हैं की 10 डिजिट के डेसिमल सिस्टम के बजाए हमारे पास ऑक्टल सिस्टम हो याने की सिर्फ 8 अंक डिजिटस digits उपलब्ध हो तो चलो हम उसे अंकित नंबर number करते हैं हम ऑक्टल सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक का अंक डिजिट digit मान कर चलते हैं तो फिर यहां पर कैसा होता एक यूनिट की दूरी डिस्टेंस distance चलने पर वह 0 से लेकर 1 फिर दो यूनिट चलने पर 1 से 2 ऐसे करते हुए जब 7 पर पहुंचता है और फिर एक और यूनिट चले याने की एक और किलोमीटर चले तो क्या होगा ऑक्टल सिस्टम में 8 उपलब्ध नहीं है 0 से लेकर 7 तक ही उपलब्ध है तो उस वक्त क्या होगा जो दूसरी जगह है याने की 8's प्लेस जहां डेसिमल सिस्टम में दूसरी जगह को 10's प्लेस कहते हैं वैसे ही ऑक्टल सिस्टम मैं दूसरी जगह को 8's प्लेस कहते हैं यह 8's प्लेस बढ़ता है एक से मतलब 0 से 1 और यूनिटस प्लेस में 0 बन जाता है इसका मतलब है डेसिमल सिस्टम का 1 0 और ऑक्टल सिस्टम का 1 0 अलग है डेसिमल सिस्टम का 1 0 का मतलब 9 के बाद एक और यूनिट बढ़ने से 10 मिलता है जबकि ऑक्टल सिस्टम मैं 1 0 का मतलब 7 के बाद एक और यूनिट बढ़ने से जो की 8 है क्या यह स्पष्ट तरीके से समझ गया है अब यदि हम बायनरी सिस्टम के बारे में देखें डिजिटल सर्किट में या फिर डिजिटल सिस्टम में तो हम बायनरी 0s और 1s याने की स्विच ऑन या स्विच ऑफ इस तरीके से हम देख रहे हैं तो बायनरी सिस्टम का आधार 2 है तो 0 के बाद एक यूनिट चलने पर 1 बन जाता है अब यदि एक और यूनिट चले तो क्या होगा 2 तो उपलब्ध नहीं है तो अब यह 2's प्लेस जैसे डेसिमल सिस्टम में 10's प्लेस ऑक्टल सिस्टम में 8's प्लेस वैसे ही बायनरी सिस्टम में दूसरी जगह को 2's प्लेस कहते हैं तो अब यह 2's प्लेस एक से बढ़ेगा और यूनिट प्लेस में 0 हो जाएगा तो अब यहां 1 0 का मतलब है 1 प्लस 1 मतलब 2 और ऐसे ही यह आगे बढ़ेगा अब यदि आप देखें तो उच्चतर स्थानों हायर पोजिशन higher position की बढ़ोतरी इंक्रीमेंट increment कैसे होता है यह आप जानते हैं 0 0 1 0 जोकि डेसिमल सिस्टम में 10 है ऑक्टल सिस्टम में 8 है और इसी सिस्टम में 1 1 को 9 कहते हैं और 1 2 को 10 कहते हैं बायनरी सिस्टम में इसी तरीके से यदि हम बढ़ोतरी इंक्रीमेंट increment करते जाए तो हम देखेंगे कि यह 1 0 1 0 है पहले मैंने बात किया 1's प्लेस 10s प्लेस 8's प्लेस 2's प्लेस यह सारे दूसरी स्थान सेकंड पोजीशन second positionहै तो यूनिट प्लेस में आने वाले अंक और दूसरी स्थान सेकंड पोजीशन second position पर आने वाले अंक नंबर number जिसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10's प्लेस ऑक्टल सिस्टम में 8's प्लेस बायनरी सिस्टम में 2's प्लेस हैं इस यह जगह एक अलग महत्व देता है इट अलग प्लेस वैल्यू देता है उस अंक नंबर number को तो यदि हम नंबर 1 0 को देखें तो डेसिमल सिस्टम में 1 10s प्लेस पर आ रहा है तो 10 टू द पावर 1 गुणाकार मल्टप्लाइड multiplied 1 और दूसरा है 0 जिसका 1s प्लेस वैल्यू है 1 तो 0 गुणाकार 10 टू द पावर 0 यह दोनों को यह दोनों को जोड़ें तो यह देता है इसकी सही मूल्य यदि हम ऑक्टल सिस्टम मैं देखें तो 1 गुणाकार मल्टप्लाइड multiplied 8 टू द पावर 1 प्लस 0 और बायनरी सिस्टम में यह है 2 टू द पावर 1 जो कि हमने पहले ही देख लिया है इससे हम यह देख सकते हैं कि यदि हम प्लेस वैल्यू जोड़ते ऐड addजाएं तो 1 0 1 0 में यह है यूनिट प्लेस यह है 2's प्लेस यह है 4's प्लेस और यह है 8's प्लेस इसी तरीके से यह चलता जाता है 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3 तो 1 0 1 0 में 1 गुणाकार मल्टप्लाइड multiplied 2 टू द पावर 3 प्लस 0 गुणाकार मल्टप्लाइड multiplied 2 टू द पावर 2 प्लस 1 गुणाकार मल्टप्लाइड multiplied 2 टू द पावर1 प्लस 0 गुणाकार मल्टप्लाइड multiplied 2 टू द पावर 0 अब यदि आप ऑडोमीटर के उदाहरण पर ध्यान दे तो जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था यही तरीके से हम इसे जोड़ते ऐड add हैं याने की 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 जिसे जोड़कर 10 मिलता है तो 1 0 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट बराबर 10 है इसी तरीके से ऑक्टल सिस्टम में 1 गुणाकार मल्टप्लाइड multiplied 8 टू द पावर 1 जोकि 8 है बराबर और 8 टू द पावर 0 जोकि 1 है और 2 एक वैद्य वैलिड valid अंक डिजिट digit है तो 2 गुणाकार मल्टप्लाइड multiplied 1 जोकि 2 है तो 8 प्लस 2 जोकि 10 है तो आखरी रो जिसमें हमने देखा की 10 का डेसिमल इक्विवेलेंट 10 है ऑक्टल इक्विवेलेंट 12 है और बायनरी में 1010 है तो यह थी प्लेस वैल्यू के बारे में जो हमने सीखा और हम देख पाए तो यदि हमारे पास एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस या फिर रेडिक्स r है जिसके अंतर्गत वैद्य वैलिड valid अंक डिजिटस digits है 0 1 2 3 r minus 1 तक उदाहरण ऑक्टल सिस्टम में 0 से 7 तक बायनरी सिस्टम में 0 और 1 तो अंक नंबर number को इस तरीके से प्रस्तुत रिप्रेजेंट represent करके जहां यह वह पॉइंट है जो इंटीजर और फ्रेक्शन वाले हिस्से को अलग करता है तो उसका मूल्य दिए गए उदाहरण जो हमने देखा उससे प्रस्तुत रिप्रेजेंट represent की जा सकती है और यदि हम इसी तरीके से आगे बढ़े तो हमें यह मूल्य मिलता है तो डेसिमल प्लेस के बाएं लेफ्ट left तरफ n प्लस 1 n1 डिजिट है जोकि इंटीजर पार्ट है डेसिमल पॉइंट का या बायनरी पॉइंट का या ऑक्टल पॉइंट का और फिर m डिजिट है उसके दाहिने राइट right तरफ ठीक है तो इस चीज में d n गुणाकार मल्टप्लाइड multiplied r टू द पावर n r बेस है प्लस d n 1 गुणाकार मल्टप्लाइड multiplied r टू द पावर n 1 जोकि चलते जाएगा d0 गुणाकार मल्टप्लाइड multiplied r टू द पावर 0 प्लस जब यह फ्रेक्शनल की ओर बढ़ता है तो क्या होगा तो d 1 पहला डिजिट होगा जिसे गुणाकारमल्टीप्लाई multiply करेंगे r टू द पावर 1 तो यहां प्लेस वैल्यू है 1 upon r ठीक है हमें नेक्स्ट वैल्यू को ध्यान रखना है प्लेस वैल्यू है 1 upon r square तो r टू द पावर 2 तो इसी तरीके से जाते हुए हम मूल्य पर पहुंचते हैं हमारी रुचि ज्यादातर बायनरी प्रस्तुति प्रेजेंटेशन presentation पर है काफी सारा काम बायनरी सिस्टम का उपयोग करते हुए होगा तो इसे थोड़ा और विस्तार में देखते हैं तो यहां दिखाया जा रहा है एक बायनरी नंबर है जिसमें बायनरी पॉइंट के पहले 4 डिजिटस है और 4 डिजिटस पॉइंट के बाद और हर 1 डिजिट का वजन वेट weight आप देख सकते हैं कि हर डिजिट का वजन वेट weight उस डिजिट के जगह पर लिखी है यदि हम इस उदाहरण को देखें 1010101 तो इसका मूल्य क्या होगा इसमें से 1010 जोकि इंटीजर वाला हिस्सा है उसका मूल्य हमने पहले ही पता कर लिया है जो 10 है अब फ्रेक्शनल वाले हिस्से का मूल्य है 1 गुणाकार मल्टप्लाइड multiplied 2 टू द पावर 1 प्लस 0 गुणाकार मल्टप्लाइड multiplied 2 टू द पावर 2 प्लस 1 गुणाकार मल्टप्लाइड multiplied 2 टू द पावर 3 ठीक है तो यदि हम इस फ्रेक्शनल वाले हिस्से को जोड़ते ऐड add करते हैं हैं तो उसका मूल्य 05 प्लस 0125 जोकि 1 upon 8 है और इंटीजर और फ्रेक्शनल हिस्से को जोड़कर ऐड add मूल्य जो हमें मिलता है वह है 10625 इससे यह पता चलता है 2 मतलब बेस् 2 और 10 मतलब बेस 10 है तो 1010101 जिसका बेस 2 है उसका रूपांतर इक्विवेलेंट equivalent बेस् 10 पर 10625 है तो इस तरीके से हम बायनरी को डेसिमल में रूपांतर कन्वर्ट convert कर सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए इंटीजर वाले हिस्से में यदि सिर्फ 1 रहे तो उसका मूल्य 2 टू द पावर 0 जोकि 1 है 1 0 का मूल्य 2 है 1 0 0 का मूल्य 4 है 1 0 0 0 का मूल्य 8 है तो यह कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारा मुठभेड़ एनकाउंटर encounter बार बार होता रहेगा यहां हमें यह याद रखना है की 2 टू द पावर 8 का मूल्य 256 है जब 2 टू द पावर 10 होगा तो उसका मूल्य 1024 होगा 1024 को 1k भी कह सकते हैं तो जब हम कहते हैं 1 किलो बिट तो उसका मतलब 1024 बिट्स है और यह ध्यान रखिए की 1 किलो बिट का मूल्य 1000 बिट्स जैसे कि हम डेसिमल सिस्टम में मानते हैं नहीं वैसा नहीं है बायनरी या अंको नंबरस numbers के डिजिटल लॉजिक प्रस्तुति रिप्रेजेंटेशन representation में 1 किलो का मतलब 2 टू द पावर 10 जिसका मूल्य 1024 है 2 किलो 2K का मतलब 2 टू द पावर 11 जिसका मूल्य 2048 जोकि 2 गुणाकार मल्टप्लाइड multiplied 1024 है अब 2 टू द पावर 20 का मूल्य 1024 किलो है जिसे हम 1 मेगा भी कह सकते हैं तो हमें ध्यान रखना है की 1 मेगा को हम ऐसे लिखते हैं जब भी हम 256 बोलेंगे तो 1 के बाद 8 0's रहेंगे और यह एक दूसरी चीज है जिसका मुठभेड़ काफी बार होने वाला है 11 का मूल्य 3 है 3 1's का मूल्य 7 है 4 1's का मूल्य 15 है तो इसी तरीके से यदि 8 1's रहे तो उसका मूल्य 255 होगा तो जैसे ही हम एक से बढ़ोतरी इंक्रीमेंट increment करते हैं जैसे हमने ओडोमीटर के उदाहरण में देखा है तो उसके बाद उसका अगला मूल्य 100000000 जिसमें चार 0's और चार 0's इस तरीके से 256 मिलता है तो यह था बायनरी से डेसिमल का रूपांतर कन्वर्शन conversion यदि हमारे पास डेसिमल नंबर हो और हमें उसका रूपांतर कन्वर्शन conversion बायनरी में करना हो याने की उसका बायनरी इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम कैसे करें तो यह करने के लिए हम सबसे पहले उसका इंटीजर वाले हिस्से पर ध्यान देंगे तो मान लो यदि हमें इंटीजर वाला हिस्सा 10 का रूपांतर कन्वर्शन conversion करना हो तो सबसे पहले हम 10 को 2 से विभाजन डिवाइड divide करेंगे उसका भागफल क्वोशन्ट quotient और शेष रिमेंडर remainder को नोट करेंगे तो यह भागफल क्वोशन्ट quotientयहां आएगा जहां आप रंग देख सकते हैं अब हम फिर से 2 से विभाजन डिवाइड divide करेंगे उसका भागफल क्वोशन्ट quotientऔर शेष रिमेंडर remainder को नोट करेंगे पहले जब 10 को 2 से विभाजन डिवाइड divide किया था तो भागफल क्वोशन्ट quotient 5 और शेष रिमेंडर remainder 0 मिला था अब 5 को 2 से विभाजन डिवाइड divide करने पर भागफल क्वोशन्ट quotient 2 और शेष रिमेंडर remainder 1 मिलता है अब 2 को फिर से 2 से विभाजन डिवाइड divide करने पर तो भागफल क्वोशन्ट quotient 1 और शेष रिमेंडर remainder 0 मिलता है अब 1 को फिर से 2 से विभाजन डिवाइड divide करने पर भागफल क्वोशन्ट quotient 0 और शेष रिमेंडर remainder 1 मिलता है यह इसलिए है क्योंकि डिजिट 1 2 से कम है जब हम यहां पहुंचते हैं तो हमें पता है कि हमें नंबर को लगातार 2 से विभाजन डिवाइड divide करने वाला कार्य समाप्त करना होगा सारे शेष रिमेंडर remainder को हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए लिखेंगे सबसे नीचे वाला शेष रिमेंडर remainder MSB बनेगा सबसे ऊपर वाला शेष रिमेंडर remainder LSB बनेगा मतलब डेसिमल नंबर 10 का बायनरी इक्विवेलेंट 1010 है तो इस तरीके से हम इंटीजर वाले हिस्से का रूपांतर कन्वर्शन conversion करते हैं अब हम यदि फ्रेक्शनल वाले हिस्से पर गौर करते हैं तो इंटीजर वाले हिस्से के लिए हमने विभाजन डिवीजन division का उपयोग किया था लेकिन फ्रेक्शनल वाले हिस्से के लिए हम गुणाकार मल्टीप्लिकेशन multiplication का उपयोग करेंगे तो यदि हमने एक नंबर 0625 लिया तो हमने पहले देखा है की जब 0625 को हम 2 से गुणाकार मल्टीप्लाई multiply करते हैं तो उसका उत्तर क्या होगा 125 अब इस नंबर125 में से जो इंटिजर वाला हिस्सा है 1 उसे हम कैरी कहते हैं और हम उसे यहां रख देते हैं और जो फ्रेक्शनल वाला हिस्सा है उसे हम यहां रखते हैं अब 025 को हम फिर से 2 से गुणाकार मल्टीप्लाई multiply करेंगे तो हमें 05 मिलता है इसमें यदि हम ध्यान दें तो कोई भी कैरी नहीं है मतलब इंटीजर वाले हिस्से का मूल्य 0 है अब 05 को हम फिर से 2 से गुणाकार मल्टिप्लाई multiply करेंगे तो हमें 1 मिलता है अब यदि हम ध्यान दें तो इसका फ्रेक्शनल वाले हिस्से का मूल्य 0 है इसका मतलब अब हमारे पास कोई भी फ्रेक्शनल हिस्सा मौजूद नहीं है इस बारी हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे सबसे ऊपर वाले को हम MSB कहेंगे MSB इसलिए की यह सबसे ऊपर वाला हिस्सा बायनरी पॉइंट के तुरंत बाद आता है सबसे नीचे वाले हिस्से को हम LSB कहेंगे 0625 का बायनरी रूपांतर याने की बायनरी इक्विवेलेंट 0101 है तो इस तरीके से डेसिमल से बायनरी में रूपांतर कन्वर्जन conversion करते हैं अब हम यहां एक और उदाहरण लेंगे 236 यहां भी हम वही तरीके से नंबर का इंटीजर और फ्रेक्शनल वाले हिस्से को अलग करेंगे जैसे कि हमें पता है इंटीजर वाले हिस्से को लगातार 2 से विभाजन डिवाइड divide करेंगे और हमें भागफल क्वोशन्ट quotient और शेष रिमेंडर remainder मिलते जाएंगे और फिर मिले हुए सारे शेष रिमेंडर remainder को हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे जिसका उत्तर 10111 है फ्रेक्शनल वाला हिस्सा 06 को हम लगातार 2 से गुणाकार मल्टीप्लाई multiply करेंगे जब भी हमें कैरी मिलेगा तो वह हम नोट कर लेंगे और फिर इन सबको हम ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे लगातार 2 से गुणाकार मल्टीप्लाई multiply करते वक्त हमें यह ध्यान आता है की फ्रेक्शनल हिस्सा का मूल्य 0 नहीं बन पा रहा है तो हमें यहां कुछ बिट्स को लेकर इसका उत्तर लिखना है मतलब यह कि हम बहुत सारे बिट्स को काटकर ट्रांकेट truncate करके कुछ बिट्स के इस्तेमाल से हम इसे प्रस्तुत रियलाइज realize करेंगे तो यदि हम बहुत सारे बिट्स को ट्रांकेट करते हैं 5 बिट्स पर तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए हम इसे लिखेंगे 10011 यदि 6 बिट्स रहा तो गुणाकार मल्टीप्लिकेशन multiplication करने के बाद जो नंबर आएगा वह हम यहां लिख देंगे और इसी तरीके से यदि 7 बिट्स रहा तो हम ऐसे ही करेंगे ऑक्टल सिस्टम में बिट्स के वजन वेट weight के बारे में हमने देखा था उस चर्चे में जा हमने ऑडोमीटर का उदाहरण देखा था तो यदि कई बार ऑक्टल नंबर की प्रस्तुति रिप्रेजेंटेशन representation की जरूरत हो तो हमें पता है कि इसमें वैद्य वैलिड valid डिजिटस 0 से 7 है और यह इसके हर डिजिटस के प्लेस वैल्यू का वजन वेट weight है ऑक्टल पॉइंट के बाद उसका मूल्य 8 टू द पावर 1 8 टू द पावर 2 इसी तरीके से जो मैंने पहले कहा है ऑक्टल सिस्टम में 0 से 7 ही वैद्य वैलिड valid डिजिटस है तो हम 1 ऑक्टल नंबर का उदाहरण लेते हैं 356 तो उसका बायनरी इक्विवेलेंट क्या होगा ऑक्टल से बायनरी और बायनरी से ऑक्टल का रूपांतर कन्वर्जन conversion बहुत ही आसान है तो यहां हमें क्या करना है हमें 3 बिट्स का समूह ग्रुप group बनाना है 3 का समूह ग्रुप group इसलिए क्योंकि 2 टू द पावर 3 का मूल्य 8 है बायनरी सिस्टम का बेस 2 है और ऑक्टल सिस्टम का बेस 8 है 3 को हम ऑक्टल में ऐसे लिखते हैं 5 को हम ऑक्टल में ऐसे लिखते हैं और फिर बायनरी पॉइंट के बाद 6 को हम ऑक्टल में ऐसे लिखते हैं तो पहले हम इस तरीके से उसे लिखेंगे और उसके बाद बायनरी पॉइंट के पहले वाले हिस्से में सबसे आगे लीडिंग leadingआने वाले 0's है उसे हम नजर अंदाज इग्नोर करेंगे वैसे ही बायनरी पॉइंट के बाद वाले हिस्से में सबसे आखरी में आने वाले 0's को भी हम नजर अंदाज इग्नोर करेंगे यह करने का कारण यह है कि यह 0's का कोई मूल्य नहीं है तो इससे हमें उस ऑक्टल नंबर का बायनरी रूपांतर बायनरी इक्विवेलेंट binary equivalent मिला यदि हमें बायनरी से ऑक्टल में बायनरी कन्वर्जन conversion करना हो तो मान लो यह वह बायनरी नंबर है सबसे पहले हम बायनरी पॉइंट पर ध्यान रखेंगे जो दोनों हिस्सों को अलग करता है इस बायनरी पॉइंट से शुरुआत करते हुए हम 3 बिट्स का समूह ग्रुप group बनाएंगे यह पहला समूह ग्रुप group यह दूसरा समूह ग्रुप group यह तीसरा समूह ग्रुप group यह इंटीजर वाले हिस्से की बात है यदि हमें ऐसे दिखता है की इंटीजर वाले हिस्से में 1 ही बिट है तो हम उस बिट के पहले दो 0's लगाकर उसका 3 का समूह ग्रुप group बना सकते हैं वैसे ही फ्रेक्शनल वाले हिस्से में यदि 1 ही बिट हो तो उसके के बाद दो 0's लगाकर उसका 3 का समूह ग्रुप group बना सकते हैं फिर ऐसे बने हुए 3 के समूह ग्रुप group का ऑक्टल रूपांतर ऑक्टल इक्विवेलेंट octal equivalent लिख सकते हैं 0 0 1 का 1 है 1 0 1 का 5 है 1 1 0 का 6 है और 1 0 0 का 4 है इस तरीके से हम बायनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में रूपांतर कन्वर्ट convert कर सकते हैं एक और नंबर सिस्टम है जो हमने सुना होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चर्चा करते वक्त जिसका नाम हेक्साडेसिमल है हेक्साडेसिमल का बेस 16 है और 16 का मतलब है 0 से 15 तक वैद्य वैलिड valid डिजिटस है जबकि डेसिमल नंबर 0 से 9 तक की है तो उसके बाद हम A B C D E F का इस्तेमाल करते हैं जिसका क्रमानुसार इक्विवेलेंट equivalent मूल्य 10 11 12 13 14 और15 है यदि हम इस नंबर के प्रस्तुति रिप्रेजेंटेशन representation को देखें तो इसका वजन वेट weight यूनिट प्लेस में 16 टू द पावर 0 रहेगा सेकंड प्लेस में 16 टू द पावर 1 याने की 16 थर्ड प्लेस में 16 टू द पावर 2 याने की 16 स्क्वेयर यह थी हेक्साडेसिमल पॉइंट के पहले के हिस्से की बात यदि हम हेक्साडेसिमल पॉइंट के बाद वाले हिस्से की बात करें तो 16 टू द पावर 1 16 टू द पावर 2 और ऐसे ही चलते जाएगा इसी तरीके से यह रूपांतर कन्वर्जन conversion भी ऑक्टल सिस्टम जैसा ही है 2 टू द पावर 4 का मूल्य 16 है इसीलिए हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम 4 बिट्स का समूह ग्रुप group बनाएंगे यदि हम 3D6 का उदाहरण लेते हैं जिसे हमें बायनरी में रिप्रेजेंट करना है तो 3 को हम 4 बिट्स में लिखेंगे 0011 D को भी हम 4 बिट्स में लिखेंगे D का मूल्य 13 है तो उसे जब हम 4 बिट्स में लिखेंगे तो उसका उत्तर1101 होगा उसी तरीके से 6 भी हम 4 बिट्स में लिखेंगे 0110 सारे डिजिटस को 4 बिट्स में लिखने के बाद हम यह देखेंगे की बायनरी पॉइंट के पहले वाले हिस्से में यदि सबसे पहले कुछ लीडिंग leading 0's रहे तो उसे नजरअंदाज इग्नोर ignore करेंगे वैसे ही बायनरी पॉइंट के बाद वाले हिस्से में यदि सबसे आखरी में कुछ 0's रहे तो उसे भी नजरअंदाज इग्नोर ignore करेंगे फिर हमें बायनरी नंबर मिल जाता है बायनरी से हेक्साडेसिमल में रूपांतर कन्वर्शन conversion करते वक्त फिर से हम बायनरी पॉइंट का रेफरेंस लेंगे बायनरी पॉइंट से पहले वाला हिस्सा याने की इंटीजर वाले हिस्से में हम बाय लेफ्ट left और बढ़ेंगे और बायनरी पॉइंट के बाद आने वाला हिस्सा याने की फ्रेक्शनल वाले हिस्से में हम दाहिने राइट right और बढ़ेंगे ऐसे बढ़ते हुए हम 4 बिट्स का समूह ग्रुप group बनाएंगे यदि जरूरत पड़े तो हम सबसे आगे लीडिंग leading और सबसे पीछे सकसीडिंग suceeding 0's लगा सकते हैं इस तरीके से हम बायनरी से हेक्साडेसिमल का रूपांतर कन्वर्शन conversion करते है और काम हो गया यदि ऑक्टल या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में रूपांतर कन्वर्शन conversion करना हो जैसे कि आपको पता है 8 टू द पावर 123 इत्यादि या फिर 16 टू द पावर 123 ताकि जिस गुणक कॉएफिशिएंट co efficientसे हम गुणाकार मल्टीप्लिकेशन multiplication करेंगे और फिर उन सबको जोड़कर ऐड add करेंगे ऐसे करने पर हमें उसका डेसिमल मूल्य मिलेगा डेसिमल से ऑक्टल रूपांतरकन्वर्शन conversion करना हो तो जैसे पहले हमने बायनरी से ऑक्टल के लिए किया था तब हमने 2 से डिवाइड किया था वैसे ही यहां हम 8 से या 16 से विभाजन डिवाइड divide करेंगे इंटीजर वाले हिस्से को फ्रेक्शनल वाले हिस्से को बायनरी के वक्त हमने 2 से गुणाकार मल्टीप्लाई multiply किया था अब यहां हम 8 या 16 से गुणाकार मल्टीप्लाई multiply करेंगे दोनों के तरीके एकदम समान है यह ध्यान रखते हुए पहले हमने देखा कि जो फ्रेक्शनल हिस्से में जहां लगातार गुणाकार मल्टीप्लिकेशन multiplication करने के बाद वह 0 नहीं होता है ऐसे वक्त पर हम सारे बिट्स के बजाय कुछ बिट्स लेते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ बिट्स लेने से हम उस नंबर को ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से नहीं प्रस्तुत रिप्रेजेंट represent कर पाते हैं जिसे हम प्रीसिज़न कहते हैं हम वास्तविक में तय किए गए नंबर ऑफ बिट्स इस्तेमाल कर एक नंबर को प्रस्तुत प्रेजेंट present करते हैं इस तय किए गए नंबर ऑफ बिट्स को फिक्सड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर कहते हैं इसका जो वीडत है जोकि जितने नंबर ऑफ बिट्स इस्तेमाल कर हम एक नंबर को प्रस्तुत रिप्रेजेंट represent करते हैं और बायनरी पॉइंट के स्थान पोजीशन position को परिभाषित डिफाइन define किया है एक उदाहरण देते हुए यदि मेमोरी में जो 8 बिट रखा है वह 10011110 है और इसे हमने प्रस्तुत रिप्रेजेंट representकिया है फिक्सड 8 3 तो इसकी समझ यह है कि यह नंबर जिसको स्टोर किया गया है मेमोरी में उसे इस तरीके से प्रस्तुत रिप्रेजेंट represent करेंगे इसका वीडत 8 है मतलब 8 बिट का इस्तेमाल करना है और फिर जैसे कि आपको पता है बायनरी पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहेगा तो 110 तो यह इसका मूल्य है डेसिमल में यदि आप बायनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो अगर 83 के बजाय 84 होता तो 4 डिजिट रहता तो वही 8 बिट्स क्योंकि वीडत पहले जैसे ही समान है तो फिर क्या होता है इसके इंटीजर वाले हिस्से का मूल्य कम हो जाता है जाता है और फ्रेक्शनल वाला हिस्सा काफी काम की बन जाती है और यदि हम इसे जोड़ ऐड add दें तो इसका मूल्य डेसिमल में 9875 मिलता है यदि 83 या 8 4 के बजाय 82 रहता तो इसका मतलब 2 डिजिट्स रहेगा बायनरी पॉइंट के बाद फिर से अगर हम बायनरी को डेसिमल में रूपांतर कन्वर्ट convert करते हैं तो हमें 395 मिलेगा इससे यह पता चलता है कि एक ही नंबर को नंबर सिस्टम के आधार पर फिक्स्ड प्वाइंट रिप्रेजेंटेशन में अलग अलग मूल्य रहता है एक चीज यहां ध्यान देना है कि अगर हम बायनरी पॉइंट को सरकाए शिफ्ट shift करें मतलब यदि हम उसे बाएं लेफ्ट left ओर सरकाए शिफ्ट shift तो हम यह देख सकते हैं कि वह नंबर का 2 से विभाजन डिवाइड divide हो जाता है और यह नंबर 9875 इसका आधा ही है यदि हम बायनरी पॉइंट को दाहिने राइट right ओर सरकाए शिफ्ट shift करें जो कि पहले 0110 था अब है 010 यह 395 को हम दो से गुणाकार मल्टीप्लाई multiply करेंगे तो यदि हम दो यूनिट से दाहिने राइट right और शिफ्ट करते हैं तो वह रहेगा 2 टू द पावर 2 2 से गुणाका मल्टीप्लाई multiply होगा और यदि हम दो यूनिट से बाएं लेफ्ट left और शिफ्ट करें तो इसका 4 से विभाजन डिवाइड divide होगा इसका विभाजन डिवीजन division 2 टू द पावर 2 याने की 4 से होगा फिक्स्ड प्वाइंट अर्थमैटिक की अच्छी बात यह है की इंटीजर अर्थमैटिक सर्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इंटीजर रिप्रेजेंटेशन यह इसकी एक खास चीज है जहां बायनरी पॉइंट के बाद कोई बिट नहीं रहता है आखिर में बताते हुए एक और तरीके का रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम फ्लोटिंग प्वाइंट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं जो हमने फिक्स्ड प्वाइंट रिप्रेजेंटेशन में देखा 84 में बायनरी पॉइंट के बाद 4 डिजिटस होंगे तो जो प्रीसिज़न हमारे पास मौजूद है वह है 2 टू द पावर 4 जिसका मूल्य 00625 है और 8 3 मतलब 3 डिजिटस तो इसका प्रीसिज़न 0125 है तो यहां प्रीसिज़न ज्यादा बेहतर है पर पोजीशन थोड़ा कम है पर यह करते वक्त हम यह देखते हैं कि यहां पर रेंज कम है पिछले वाले के तुलना में फिक्स्ड प्वाइंट रिप्रेजेंटेशन में एक बार हमने रिप्रेजेंटेशन यदि फिक्स कर लिया तो उसका प्रीसिज़न हमेशा फिक्स्ड रहेगा तो यह चीज है जो हमें ध्यान रखना है एक सिंपल फार्मूला है जिससे हम रेंज कैलकुलेट करते हैं वह है बायनरी पॉइंट के पहले जितने नंबर ऑफ बिट्स है उसे A मान लेते हैं बायनरी पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ बिट्स है उसे B मान लेते हैं तो उसे हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं फिर एक और तरीके का रिप्रेजेंटेशन आया जिसका नाम है फ्लोटिंग प्वाइंट रिप्रेजेंटेशन जिसमें बायनरी पॉइंट फिक्सड नहीं है जो बाएं लेफ्ट left या दाएं राइट right तरफ सरक मूव move सकता है आइडिया यह है कि हमारे पास एक नॉर्मलाईसड वर्शन होगा जिसमें 1 यहां है और बाकी का नंबर आपको पता है वह नंबर जो फ्रेक्शन के बाद आता है यदि ओरिजिनल नंबर 110101 है तो हम यह नंबर को इस तरीके से शिफ्ट करेंगे की डेसिमल प्वाइंट यहां आ जाए तो डेसिमल प्वाइंट के पहले सिर्फ 1 रहेगा तो यह हमारा नंबर है मतलब कितने शिफ्ट किए हैं तीन शिफ्ट बाय और किए हैं इसका मतलब 2 टू द पावर 3 तो यह गुणाकार मल्टीप्लिकेशन multiplication 2 टू द पावर 3 इस नंबर के समान है फ्लोटिंग प्वाइंट रिप्रेजेंटेशन में जो यह 3 है जोकि एक्स्पोनेंट है एक्स्पोनेंट पार्ट में और जो यह 1 के बाद है याने की 1 0 1 0 1 यह वाला हिस्सा इसे हम मैंटीसा कहते हैं यहां हम बताते हैं कितनेबिट्स एक्स्पोनेंट और मैंटीसा के लिए रखा है हमने अभी तक यहां नेगेटिव नंबर याने की साइन इसके बारे में चर्चा नहीं किया है वह बाद में बताया जाएगा यहां हम केवल मेग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे M इनटू 2 टू द पावर E जिसमें M मैंटीसा है जो फ्रेक्शनल पॉइंट के बाद आता है अगर बायनरी पॉइंट के पहले 1 मौजूद हो तो कितने शिफ्ट देने होंगे जिससे कि एक्स्पोनेंट टर्म्स डिफाइन हो जाए अब यह नंबर मेमोरी में स्टोर हो जाएगा फ्लोटिंग प्वाइंट रिप्रेजेंटेशन में 011इस रूप से 011 एक्स्पोनेंट है जो कि यहां 3 है और फ्रेक्शनल पार्ट 10101 जिसमें बाएं लेफ्ट left की तरफ 1 है तो इस तरीके से यह नंबर मेमोरी में फ्लोटिंग प्वाइंट रिप्रेजेंटेशन में स्टोर होगा यहां जो बगल वाले कंसेक्युटिव consecutive नंबरों के बीच जो अंतर है बड़े नंबरों के लिए यह अंतर गेप gap ज्यादा है और छोटे नंबरों के लिए यह अंतर गेप gap कम है तो हम देख सकते हैं कि यहां प्रीसिज़न फिक्सड नहीं है तो हम ज्यादातर फिक्स्ड प्वाइंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में ही चर्चा करेंगे तो हम इसका एक सारांश लेते हैं नंबर सिस्टम जिसका बेस r है जिसके बेस या रेडीकस r में 0 से लेकर r 1 तक डिजिट्स है प्लेस वैल्यू या वजन वेट weight को हम गुणाकार मल्टीप्लाई multiply करते हैं डिजिट के साथ उसका योगदान कंट्रीब्यूशन contribution निकालने के लिए यदि हम उसे 0 से गुणाकार मल्टीप्लाई multiply करते हैं तो उसका कोई योगदान कंट्रीब्यूशन contribution नहीं होता है डेसिमल नंबर को बायनरी में रूपांतर कन्वर्ट convert करने के लिए इंटीजर वाले हिस्से को लगातार 2 से विभाजन डिवाइड divide करते हैं और फ्रेक्शन वाले हिस्से को लगातार 2 से गुणाकारमल्टीप्लाई multiply करते हैं और इससे आने वाले कैरी को जमा करते हैं ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सिस्टम में रूपांतर कन्वर्शन conversion करने का तरीका समान है बस इतना ही अंतर है 2 के बजाय हमें 8 लेना होगा ऑक्टल के लिए और 16 लेना होगा हेक्साडेसिमल के लिए ऑक्टल सिस्टम में हमें 3 बिट्स का समूह ग्रुप group बनाना होता है और हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमें 4 बिट्स का समूह ग्रुप group बनाना होता है फिक्स्ड प्वाइंट रिप्रेजेंटेशन में फिक्स्ड प्रीसिज़न रहता है फिक्स्ड प्वाइंट अर्थमैटिक इंटीजर अर्थमैटिक के समान होता है और उसके बारे में विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्वाइंट रिप्रेजेंटेशन में वेरिएबल जो फिक्स नहीं है प्रीसिज़न होता है और नंबरस के बीच का अंतर गेप gap बड़े नंबरों के लिए ज्यादा होता है धन्यवाद